इस विशेष मॉड्यूल में मैं 2 महत्वपूर्ण उन्नत अवधारणाओं पर प्रकाश डालने जा रही हूं जो उच्च इसलिए हैं कि आप उनका उपयोग किसी विशिष्ट औद्योगिक समस्या के लिए किए गए अपने IIOT के निर्माण के लिए कर भी सकते हैं या नहीं भी लेकिन ये आपको कुशल नेटवर्क प्रबंधन के लिए कुशल नेटवर्क सेटअप आदि करने में मदद करेंगे और सिस्टम को सुरक्षित करने में भी ये महत्वपूर्ण हैं ये अनिवार्य तो नहीं हैं लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और यह कहना होगा कि किसी को वास्तविक IIoT सेटअप में कार्यान्वयन के लिए इन तकनीकों पर विचार करना चाहिए तो यह दो तकनीक है पहली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और दूसरी सिक्योरिटी सिक्योरिटी काफी सामान्य है जो समुपस्थित प्रतिभूतियों की उपयोगिता है लेकिन एसडीएन एक ऐसी चीज है जिसका लाभ आपको इस विशेष व्याख्यान में मिलेगा जब हम सभी विभिन्न अवधारणाओं से गुजरेंगे तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या है और यह IIoT के संदर्भ में कहां रखा जाता है सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क मूल रूप से IIoT सेटिंग में कुशल और अधिक प्रभावी प्रतिनिधि नेटवर्क प्रबंधन का लक्ष्य रखता है यह आवश्यक नहीं है कि SDN को केवल IIoT के साथ ही काम करना है लेकिन क्योंकि यह विशेष पाठ्यक्रम IIoT पर केंद्रित है इसलिए हम IIoT के संदर्भ में SDN के बारे में बात करेंगे लेकिन SDN किसी भी तरह के नेटवर्क के लिए जैसे आपके पारंपरिक नेटवर्क इंटरनेट विभिन्न प्रकार के वायरलेस नेटवर्क और निश्चित रूप से औद्योगिक IoT और IoT के लिए के लिए भी लागू होता है तो कुशल और प्रभावी नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है अगर हम IIoT के बारे में बात कर रहे हैं विशेष रूप ट्रैफिक की प्रकृति संगठनों की आवश्यकताओं जो मूल रूप से अस्थाई हैं ये मूल रूप से समय के साथ बदलते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक का स्वरूप ट्रैफिक की आवश्यकताएं ग्राहकों से मिली आवश्यकताएं विशिष्ट इंस्टॉलेशन मशीनरी सब कुछ डायनामिक है वे समय के साथ बदलते हैं इसलिए यदि हम नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्थाई पारंपरिक नेटवर्क मैनेजमेंट तकनीक डायनामिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं वे वास्तव में इस्तेमाल किए जा सकते है लेकिन अगर हम स्वनियंत्रितपरिनियोजन स्वनियंत्रित सेटअप की बात कर रहे हैं तो डायनामिकआवश्यकताओं को स्वत रूप से पूरा करना महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए रूटिंग टेबलपारंपरिक नेटवर्क में रूटिंग पारंपरिक नेटवर्क में रूटिंग में मूल रूप से आपके पास राउटिंग टेबल होते हैं जो संग्रहित होते हैं और जो विभिन्न राउटर स्विचेस आदि में पूर्व कॉन्फ़िगर किए जाते हैं ये राउटिंग टेबल मूल रूप से उन डेटा पैकेटों की मदद करेंगे जो इन डिवाइस पर आ रहे हैं ताकि पता चल सके कि उन्हें कहां जाना है तो ये नियम मूल रूप से तय नियम हैं जो इन अलग अलग डिवाइस राउटर स्विच आदि प्रत्येक में एम्बेडेड हैं लेकिन अगर ट्रैफ़िक आवश्यकताएं बदल जाती हैं अगर सिस्टम की समग्र आवश्यकताएं बदल जाती हैं अगर सिस्टम आर्किटेक्चर समय के साथ बदलता है तो स्थाई नियम आधारित रूटिंग क्रियाविधि बहुत उपयुक्त नहीं हैं यह सिर्फ एक उदाहरण है जो मैंने आपको अभी दिया है और आप इसे अन्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के परिदृश्यों पर पूरा करने के लिए तय कर सकते हैं जिसके लिए आपको डायनामिक मैकेनिज्म की आवश्यकता है इसलिए SDN एक ऐसी तकनीक है जो आपको इस औद्योगिक संचार सेटिंग्स की गतिशीलता की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है तो यह एसडीएन क्या है एसडीएन में हम आम तौर पर डेटा प्लेन से डेटा प्लेन को अलग कर देने या डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन को अलग कर देने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए पहले पारंपरिक रूप से इनमें से अधिकांश स्विच राउटर में जोकि इंटरनेट में उपयोग किए जाते हैं सब कुछ एक साथ होता था नियंत्रण तंत्र डेटा सब कुछ मूल रूप से आपके राउटर स्विच पर इन नेटवर्क उपकरणों में से प्रत्येक में पूर्व कॉन्फ़िगर स्थिति में संग्रहीत किया जाता है SDN में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि आप इस अलग अलग नेटवर्क उपकरणों में संग्रहीत प्रत्येक व्यक्तिगत डेटा से नियंत्रण को कैसे अलग कर सकते हैं और इसकी एक अलग लेयर होती है जो नियंत्रण लेयर होती है जिसमें एक इकाई होती है जो एक नेटवर्क इकाई होती है जिसे नियंत्रक कहा जाता है तो नियंत्रक वह है जो इन विभिन्न नेटवर्क एनटीटी में से प्रत्येक को नियंत्रित करता है जैसे स्विच राउटर आदि और यह नियंत्रक इकाई मूल रूप से इन विभिन्न डिवाइस में से प्रत्येक को नियंत्रित करने में मदद करती है जो डेटा प्लेन का ही अंश है तो यह एसडीएन क्या है यह बेहतर नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए वर्तमान नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का पुनर्गठन है इसलिए जब हम इस विशेष शब्द के पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं तो यह पता चलता है कि यह एक नई तकनीक नहीं है बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो आपको वर्तमान नेटवर्क के पारंपरिक नेटवर्क आर्किटेक्चर को फिर से देखने और एक कुशल तंत्र प्रदान करने के लिए नए सिरे से तैयार करने में मदद करेगी तो यह कैसे किया जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह नियंत्रण प्लेन को डेटा प्लेन से अलग करने के द्वारा किया जा सकता है जो कि अलग कर देने की एक प्रक्रिया है जो कि घटित होगी और जिसके द्वारा पारंपरिक फॉरवर्डिंग डिवाइस केवल उसी का ध्यान रखेंगे जो उन्हें नियंत्रक द्वारा करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो यह है SDN आर्किटेक्चर यह SDN आर्किटेक्चर चाहे वह IIoT या IoT ट्रैफिक को पूरा करता हो या नहीं मोटे तौर पर 3 अलग अलग लेयर्स वाला है 1 आपकी डेटा लेयर है 2nd कंट्रोल लेयर है और 3rd एप्लीकेशन लेयर है तो हमारे पास 3 अलग अलग लेयर्स हैं लेयर 1 डिवाइस फॉरवर्डिंग डिवाइस की तरह हैं जैसे आपके राउटर लेयर 2 डिवाइस कंट्रोलर है जो मूल रूप से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ध्यान रखता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है और फिर आपके पास एप्लिकेशन हैं जो सबसे ऊपर लेयर 3 में एग्जीक्यूट करते हैं यह एप्लिकेशन लेयर है जहां आपके बिजनेस लॉजिक और आपके विभिन्न एप्लीकेशन चल रहे हैं तो मूल रूप से आपके पास 3 अलग अलग लेयर हैं तो इन के नीचे एक स्विच जो कंट्रोलर या कंट्रोल लेयर के नीचे होता है इसे मूल रूप से साउथबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है जो कंट्रोल लेयर के ऊपर होता है नॉर्थबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है तो इस तरह 2 API एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेसइस है एक इंटरफ़ेस कंट्रोल लेयर और एप्लिकेशन लेयर के बीच हैं तो यहाँ पर एक इंटरफ़ेस है और यह एक और इंटरफ़ेस है तो इस इंटरफ़ेस को नॉर्थबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है और इस विशेष इंटरफ़ेस को साउथबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है तो यह साउथबाउंड एपीआई दूसरे शब्दों में मूल रूप से कंट्रोल लेयर और डेटा लेयर के बीच के इंटरफ़ेस के बारे में ध्यान रखता है जबकि नॉर्थबाउंड एपीआई कंट्रोल लेयर और एप्लिकेशन लेयर के बीच इंटरफेस के बारे में ध्यान रखता है इसलिए एसडीएन नॉर्थबाउंड और साउथबाउंड एपीआई के अलग अलग घटक हैं जो मैंने अभी बताए इसी तरह यह नियंत्रक है जो एक लॉजिकल केंद्रीकृत इकाई है जो मूल रूप से इस अलग डेटा लेयर डिवाइस को नियंत्रित कर रहा है डेटा लेयर में फ़ॉरवर्डिंग डिवाइस होते हैं जो मूल रूप से उन नियमों के आधार पर फ़ॉरवर्डिंग का ध्यान रखते हैं जो मूल रूप से उन पर लागू होते हैं जो उनमें कॉन्फ़िगर किए गए हैं आपके पास कुछ प्रोटोकॉल होने ही चाहिए जो आपको पहले बताए गए कार्यों को करने में मदद करेंगे तो एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोटोकॉल है जिसे ओपनफ्लो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है जो विशेष रूप से नेटवर्क सॉफ़्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है प्रोटोकॉल 11 संस्करण से शुरू हुआ और वर्तमान में यह 15 पर है तो OpenFlow 15 वह प्रोटोकॉल है जो एक OpenFlow प्रोटोकॉल है जो एकदम नया है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें से प्रत्येक अलग प्रोटोकॉल और इसके विभिन्न संस्करण 11 12 से 15 तक की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं लेकिन समग्र रूप से ओपनफ्लो एस डी एन के कंफीग्रेशन को एक विशेष नेटवर्क में पूरा करेगा और सबसे ऊपर आपके पास ये विभिन्न एप्लीकेशन हैं जो एसडीएन के विभिन्न घटक हैं जैसा कि मैंने पहले किसी भी तरह के नेटवर्क वायर्ड इंटरनेट वायरलेस या IoT या IIoT के लिए कहा था लेकिन IoT या IIoT की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और IoT IIoT के लिए SDN की परिनियोजन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है जिसका कुछ अर्थ है इसलिए इससे पहले कि हम उन के बारे में चर्चा करें आइए हम इनमें से कुछ अलग पहलुओं के बारे में बात करते हैं इसलिए SDN में हमें कुछ अलग अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है जो हमें आगे समझने में मदद करेंगे कि SDN IIoT की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकता है नंबर 1 रूल प्लेसमेंट है दूसरा कंट्रोलर प्लेसमेंट है और तीसरा है सिक्योरिटी रूल प्लेसमेंट कंट्रोलर प्लेसमेंट और सिक्योरिटी ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें एसडीएन में जानना चाहिए तो आइए हम इनमें से प्रत्येक को जानने की कोशिश करें अलग अलग शोध पत्र हैं जो रूल प्लेसमेंट के विभिन्न तरीकों नियंत्रक प्लेसमेंट के विभिन्न तरीकों विभिन्न सुरक्षा तंत्रों और इसी तरह के बारे में बात करते हैं लेकिन हम इनमें से कुछ को बहुत ही उच्च स्तर के माध्यम से देखेंगे इन प्रत्येक विभिन्न अवधारणाओं को यह समझने के लिए देखते हैं कि ये क्या हैं इसलिए रूल प्लेसमेंट में मूल रूप से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि हमारे पास अलग अलग फ़ॉरवर्डिंग डिवाइस हैं जो आने वाले ट्रैफ़िक को कुछ नियंत्रण तर्क के आधार पर अग्रेषित करते हैं जो कि फिर से एसडीएन नियंत्रक द्वारा परिभाषित किया गया है और यह नियंत्रण तर्क मूल रूप से डिवाइसेज पर रखा गया है इसका मतलब है डेटा लेयर में फ्लो रूल के रूप में और इस विशेष संदर्भ में हम फ्लो रूल के विषय में बात कर रहे हैं इससे पहले कि हम कोई और बात करें मैं आपको कुछ और भी बता दूं ये फ्लो रूल मूल रूप से इन डिवाइसेज में से प्रत्येक में एक मेमोरी में संग्रहीत होते हैं जिसे टीसीएएम मेमोरी के रूप में जाना जाता है जिसका पूर्ण रूप टर्नेरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है इनमें से प्रत्येक डिवाइस में TCAM मेमोरी होती है डेटा प्लेन डिवाइस आपका राउटर या फ़ॉरवर्डिंग डिवाइस सभी में TCAM मेमोरी हैं जो विभिन्न प्रवाह नियमों को संग्रहीत करेंगे अब यह TCAM मेमोरी बहुत छोटी है और इसके परिणामस्वरूप इन फॉरवर्डिंग डिवाइस में से प्रत्येक में TCAM मेमोरी केवल सीमित संख्या में फ्लो रूल को संग्रहीत करेगी तो केवल सीमित संख्या में फ्लो रूल को संग्रहीत किया जा सकता है और यह चुनौती का विषय है कि आप अपने फ्लो रूल को कैसे डिजाइन करने जा रहे हैं आदि क्योंकि आपके पास TCAM में बहुत सीमित स्थान है जो आपके फ्लो रूल को संग्रहीत कर सकता है अगर वह नहीं था तो आप हो सकते थे यदि वह बाधा नहीं थी तो आपके पास अलग अलग प्रवाह नियमों का एक गुच्छा हो सकता है जो सभी को आगे के उपयोग के लिए टीसीएएम मेमोरी में संग्रहीत किया जा रहा है लेकिन क्योंकि यह बाधा है कि आपको अब यह जानने की आवश्यकता है कि आप कैसे जा रहे हैं अपने प्रवाह नियमों को डिज़ाइन करें जहां आप जगह बनाने जा रहे हैं आप कैसे जगह बनाने जा रहे हैं और इन विभिन्न नियमों पर तो अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यह टीसीएएम और यह 4 रूल प्लेसमेंट एक साथ कैसे काम करेंगे इस बारे में क्या अड़चन है और हमें इस बात की सराहना करने की कोशिश करनी चाहिए कि यह बाधा इन विभिन्न मुद्दों को कैसे सामने लाएगी जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए तो हम कहते हैं कि आपके पास आने वाले सभी अलग अलग फ्लो हैं तो हम कहते हैं कि पहले आपके पास 2 अलग अलग फ्लो हैं जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं आपके पास 2 अलग अलग फ्लो हैं ये 2 फ्लो पहले ही आ चुके हैं इसलिए पहले दो फ्लो के लिए फ्लो नियम पहले से ही डाले गए हैं क्योंकि यह पहले से ही वहां नहीं थे यह आपके TCAM में पहले से ही डाला गया है तो इन अलग अलग फ्लो नियमों के लिए संबंधित क्रिया भी उस डेटा प्लेन में उल्लिखित हैं तो मूल रूप से इन फ्लो नियमों में से प्रत्येक के लिए आपके पास संबंधित क्रियाएं हैं जो निर्धारित भी हैं इसलिए यदि कुछ ट्रैफ़िक आगे आता है तो क्या होने वाला है यह मिलान इस विशेष फ्लो नियम के से होने वाला है और इस विशेष मिलान के आधार पर यदि मिलान होता है तो इन फ्लो नियमों में निर्धारित संबंधित क्रिया होगी इसलिए ये क्रिया की जाएगी अब हम कहते हैं कि आपके पास एक तीसरा आने वाला फ्लो है यह तीसरा है हम कहते हैं कि हमें इस तीसरे के साथ डील करना है इसलिए पहले और दूसरे को यहां पहले से ही संग्रहीत किया हुआ है तो एक और 2 पहले से ही स्टोर हैं अब तीसरा आता है तो मान लो हम कहते हैं कि यह विशेष TCAM मेमोरी केवल 2 फ्लो नियमों को संग्रहीत कर सकती है तीसरा एक आता है और आपको इस विशेष टेबल में उस प्रतिबंध को निर्दिष्ट करने के लिए या तो सम्मिलित करना होगा या आप इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं तो आप इस नए फ्लो को कैसे समायोजित करते हैं 2 तरीके हैं एक तरीका यह है कि आप एक मौजूदा नियम को हटाते हैं और आप तीसरे को सम्मिलित करते हैं दूसरी संभावना यह है कि आपको गठबंधन करना होगा तो आप कुछ वाइल्ड कार्ड या अन्य मैकेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं जिनके संयुक्त नियम हो सकते हैं जो एक साथ कई ऐसे नियमों को पूरा करेंगे जो कई नियमों को एक साथ जोड़ दे उदाहरण के लिए यहां आपके पास S 10002 हो सकता है यहां आपके पास S 100010 भी है तो आपके पास एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है और आपके पास S 1000 जैसी कोई चीज हो सकती है जो दोनों से मेल खाएगी लेकिन तब आप किसी वाइल्ड कार्ड जैसे आदि का उपयोग करके जोड़ सकते हैं एक नियम के रूप में दो लेकिन फिर वह भी बहुत विशिष्ट नहीं होगा तो उन बाधाओं को भी वहाँ हैं लेकिन कुछ मामलों में इस तरह के संयोजन समझ में आता है और आप उपयोग कर सकते हैं तो हम देख चुके हैं वह यह है कि TCAM मेमोरी की अपनी अलग अलग प्रतिबंध हैं हम इसमें केवल कुछ नियम संग्रहीत कर सकते हैं और यदि आपके पास एक अतिरिक्त नियम आ रहा है जोकि संग्रहीत नहीं किया जा सकता है तो इसे एक निश्चित तरीके से संभाला जाना चाहिए वाइल्ड कार्ड मैकेनिज्म है लेकिन इसके भी अपने नुकसान हैं तो हम आगे देखते हैं तो यह रूल प्लेसमेंट था और रूल प्लेसमेंट के साथ इस तरह एक समस्या इन विभिन्न शोध पत्रों में बहुत सी अलग अलग समस्याएं हैं जो रूल प्लेसमेंट की बात करती हैं जिनसे एसडीएन डील करता है और वे उन समस्याओं की पहचान करते हैं उन समस्याओं को हल करते हैं और इसी तरह लेकिन मुझे लगता है कि यह एक संक्षिप्त व्याख्यान में केवल यह जानना पर्याप्त है कि मुख्य मुद्दा क्या है और इसके विभिन्न पहलू क्या हैं अगला मुद्दा कंट्रोल प्लेसमेंट है कंट्रोल प्लेसमेंट में हम आम तौर पर उन कंट्रोलर की संख्या की पहचान करने के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी विशेष सेटिंग में आवश्यक हो सकते हैं यह पहचान कर कि क्या रखा जाना चाहिए आप इसे कैसे सनी जा रहे हैं क्या आर्किटेक्चर होगा क्या यह फ्लैट आर्किटेक्चर श्रेणीबद्ध आर्किटेक्चर या अन्य आर्किटेक्चर होने जा रहा है जो कि कंट्रोलर को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या हम इस घटना में किसी तरह की दोष वहन करेंगे कि कुछ इकाई जैसे कि मुख्य कंट्रोलर विफल हो सकती है क्या हम एक बैकअप कंट्रोलर को रखने जा रहे हैं जो मुख्य नियंत्रक विफल होने पर भी उसकी जगह काम करेगा तो ये सभी अलग अलग कंट्रोलर प्लेसमेंट मुद्दे सामान्य हैं जिन्हें साहित्य में शोध किया जाता है और विभिन्न समाधान प्रदान किए जाते हैं सुरक्षा मुद्दे जैसेफ़ायरवॉल स्थापित करना डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से डील करना कंट्रोलर और डाटा लेयर में मौजूदफॉरवर्डिंग डिवाइस के बीच विश्वसनीय सुरक्षित कनेक्शन देना ये कुछ ऐसे विभिन्न सुरक्षा मुद्दे हैं जो एसडीएन के संदर्भ में भी चिंता का विषय हैं भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं जैसे बैकबोन इंटरनेट का मैनेजमेंट ट्रैफिक इंजीनियरिंग लोड बैलेंस उपयोगकर्ता और एक्सेस प्वाइंट के बीच डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल और मोबिलिटी मैनेजमेंट ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शोध किया जाता है और इनके अलग अलग समाधान भी हैं मैंने इनमें से कुछ अलग अलग साहित्य का संदर्भ दिया है यदि आप इन विभिन्न मुद्दों को उनसे जुड़ी एसडीएन एप्लीकेशन को या ऐसे ही किसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इच्छुक है तो ये शोध पत्र इन अलग अलग शोध साहित्य में से कुछ हैं जिन को पढ़ा जा सकता है इनमें से कुछ हैं जो हमारे हैं हमारे शोध समूह में इन पत्रों को लिखा गया है तो आप इन को देख सकते हैं SDN पर कई अन्य शोध पत्र हैं जो हमने लिखे हैं अगर आप चाहें तो मेरे गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पर जा सकते हैं तो आप इन्हें पढ़ सकेंगे एसडीएन पर हमने जो काम किए हैं आप उस संबंधित साहित्य को खोजने में सक्षम होंगे और यदि आप आगे रुचि रखते हैं तो आप उनके माध्यम से जा सकते हैं और यदि आप संदेह में हैं तो आप मेरे साथ इन विभिन्न पत्रों के बारे में जो एसडीएन पर हैं कनेक्ट कर सकते हैं विभिन्न अन्य मुद्दे जैसे कि प्रबंधन या सेंसर नेटवर्क प्रबंधन अनुप्रयोग स्तर के मुद्दे IIoT IoT और इतने पर ये इनमें से कुछ कागजात फिर से हैं जो हमारे शोध समूह के हैं और आपको अन्य शोध पत्रों के साथ इनके माध्यम से जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है मैंने इन दो स्लाइडों में यहाँ सूचीबद्ध किया है तो अब आइओटी में एसडीएन के मुद्दे पर आते हैं इसलिए अब तक जो मैंने आपको समझाया है कि एसडीएन क्या है और एसडीएन की समग्र संरचना क्या है एसडीएन के ये विभिन्न घटक क्या हैं ये अलग अलग एपीआई क्या हैं नॉर्थबाउंड एपीआई और साउथबाउंड एपीआई क्या है और एसडीएन के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा क्योंकि एसडीएन की अपनी अलग विशेषताएं और आवश्यकताएं हैं इसलिए आपको इससे डील करने के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है OpenFlow वर्जन 11 से 15तक OpenFlow प्रोटोकॉल के लोकप्रिय वर्जन है जिसे SDN की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है तो अब हम IIoT को देखते हैं IIoT परिदृश्यों औद्योगिक IoT औद्योगिक मशीनरी विभिन्न सेंसरों से सुसज्जित मशीनरी एक्ट्यूएटर्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड IIoT और इसका आर्किटेक्चर यह है मैं आर्किटेक्चर जिसे मैंने इस विशेष अंतर से लिया है जिसे आप अपने सामने देखते हैं तो मूल रूप से आपके पास एक सॉफ़्टवेयर डिफाइंड IIoT परिदृश्य में क्या है सबसे नीचे स्थित 1 लेयर है जो इन मशीनों से संबंधित है जिनमें विभिन्न सेंसर लगे हैं यह आपकी मशीन है ये मशीनें कोई भी औद्योगिक मशीनरी निर्माण मशीनरी पावर्ड मशीनरी और किसी तरह का कुछ हो सकती हैं तो कोई भी मशीनरी जिसमें मूल रूप से ये अलग अलग उपकरण होते हैं जैसे सेंसर एक्ट्यूएटर और इसी तरह ये इन सेंसरों एक्ट्यूएटर्स आदि को फिट किया जाता है इन्हें इस इंटरफ़ेस लेयर इंटरफ़ेस बोर्ड के माध्यम से फिट किया जाता है जिनमें सेंसर एक्ट्यूएटर्स वास्तविक मशीन के ऊपर होते हैं और फिर आपके पास यह कंट्रोलर है ये मूल रूप से आपके डिवाइस हैं यह डिवाइस लेयर है यह आपकी कंट्रोल लेयर है और फिर सबसे ऊपर पर आपके पास ये क्लाउड है जो मूल रूप से इन व्यावसायिक एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक मूल्य निर्धारण बिलिंग विश्लेषण और सिक्योरिटी ध्यान रखता है तो यह विशेष एपीआई यहाँ पर आपका साउथबाउंड एपीआई है और यह आपका नॉर्थबाउंड एपीआई है इसलिए ये दोनों एपीआई इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ हैं तो IIoT नेटवर्क में विभिन्न चुनौतियां या आवश्यकताएं हैं नेटवर्क विभाजन के संबंध में चुनौतियां हैं नीति आधारित डेटा फॉरवर्डिंग करने के संबंध में चुनौतियां हैं विभिन्न डिवाइसेज के रिमोट कंट्रोल और उनकी कार्यप्रणाली हैं और सिक्योरिटी कैसे दी जाए सिक्योरिटी हमेशा रहेगी इसलिए मूल रूप से सिक्योरिटी के मुद्दों पर मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं लेकिन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह IIoT और विशेष रूप से SDN के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है SDN जोकि IIoT पर बनाया गया है तो यह नेटवर्क विभाजन क्या है इसलिए जिस नेटवर्क सेगमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वह इन विभिन्न नियमों की मदद से नेटवर्क को डायनामिक रूप से विभाजित कर रहा है ताकि नेटवर्क का एक हिस्सा निश्चित आवश्यकता का पालन कर सके और दूसरे भाग का सेगमेंट नेटवर्क के अन्य सेगमेंट अन्य आवश्यकताओं और नियमों का पालन करे तो मैं आपको केवल यह दिखाता हूं कि इन सब से मेरा मतलब क्या है तो इस संदर्भ में हम जो बात कर रहे हैं यह है कि मान लीजिए आपके पास एक निश्चित नेटवर्क है हम नेटवर्क सेगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं मान लीजिए आपके पास कुछ नियम जो इस नेटवर्क को निश्चित रूप से एक निश्चित नीति या एक निश्चित नियम के आधार पर दो भागों में विभाजित करेंगे इसलिएयह नियम आधारित विभाजन होगाऔर यह गतिशील रूप से होगा ताकि नेटवर्क का एक हिस्सा इस नेटवर्क पार्टीशन1 और नेटवर्क पार्टीशन 2 ये एक साथ काम करेंगे लेकिन अलग अलग नियमों का पालन करेंगे जैसे यह रूल वन का पालन करेगा और यह रूल टू का तो यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक नेटवर्क रूल वन यूडीपी को फॉलो कर सकता है और दूसरा नेटवर्क टीसीपी को फॉलो कर सकता है लेकिन नेटवर्क के विभिन्न हिस्से पर अन्य नीतियां भी हो सकती हैं और IIoT के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कारण यह है कि IIoT में आपके पास एक बड़ी औद्योगिक सेटिंग है और इस बड़े औद्योगिक सेटिंग में काफी हद तक विभिन्न प्रकार की मशीनरी शामिल हैं जिनमें से सभी एक जैसी नहीं हैं जिनमें से सभी की विभिन्न आवश्यकताएं हैं कुछ मशीनरी रियल टाइम और अल्ट्रा रियल टाइम की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और दूसरी मशीनरी के दूसरे हिस्से हो सकता है अन्य किसी नॉन रियल टाइम आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो इसलिए मूल रूप से इस नेटवर्क का विभाजन कुछ नियमों और नीतियों के आधार पर करना और उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करनाआदि औद्योगिक या निर्माण पावर प्लांट और निर्माण सेटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है तो दूसरा है नीति आधारित डेटा फॉरवर्डिंग इसलिए यहां हम आपको IIoT के संदर्भ में अलग से बात कर रहे हैं हम फिर से सेंसर और एक्ट्यूएटर्स के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें कुछ औद्योगिक आवश्यकताओं की वास्तविक समय की स्थिति की निगरानी करने के लिए रखा जाएगा और इन फॉरवर्डिंग पॉलिसीज की आवश्यकता होगी और इन्हें लागू भी किया जाएगा इसलिए कई मामलों में रियल टाइम में आवश्यकताओं के आधार पर डायनामिक रूप से बदल जाएगा इसलिए उदाहरण के लिए इन्हें बदलना होगा विभिन्न भागों में आर्द्रता डेटा की तुलना में तापमान डेटा की उच्च प्राथमिकता हो सकती है या इसके विपरीत और विभिन्न भागों में या कार्यान्वयन के विभिन्न अवधियों में यह आवश्यकताएं बदल सकती हैंकिसी समय नेटवर्क के किसी हिस्से की कुछ प्राथमिकता हो सकती है मान लीजिए जैसे कि टेंपरेचर डाटा जबकि किसी और समय मूल रूप से ऐसा हो सकता है कि तापमान पर आर्द्रता की प्राथमिकता अधिक होगी और इसलिए इस तरह की आवश्यकताओं को गतिशील रूप से पूरा करने के लिए एसडीएन उपयोगी है और यह यहां तक कि इस विशेष प्रकार की IIoT आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी उदाहरण हैं जो मैं आपको देता हूं इसलिए SDN में रूल पर आधारित फॉरवर्डिंग नीतियां IIoT की आवश्यकताओं में गतिशील परिवर्तन को पूरा करने में सक्षम होंगी का रिमोट कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है और SDN आवश्यकता को गतिशील तरीके से पूरा कर सकता है जब भी आवश्यकता बदलती है यह ऐसा कर सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम IIoT के ऊपर SDN एनेबिल्ड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लो आधारित फॉरवर्डिंग की अपनी सिक्योरिटी कमजोरियां हैं और विभिन्न DoS अटैक भी किया जा सकता है और हम इन विभिन्न कमजोरियों के बारे में सोच सकते हैं जहां SDN के उपयोग के मामले में DoS अटैक किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए कंट्रोलर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए इन मुद्दों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन सभी विभिन्न मुद्दों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको मूल रूप से लागू की गई एक सिक्योरिटी लेयर की आवश्यकता है या इसे इन सभी अलग अलग विभिन्न लेयर में लागू किया जा सकता है यह IIoT के लिए SDN की विभिन्न लेयर्स में क्षैतिज या लंबवत सिक्योरिटी के लागू करने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए विभिन्न आवश्यकताएं हैं जिन्हें एसडीएन एनेबिल्ड IIoT सिस्टम बनाने के लिए ध्यान में रखना होगा इसलिए उदाहरण के लिए लो लेटेंसी वर्चुअलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो यहाँ वास्तव में सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इत्यादि की आवश्यकता को सामने लाता है तो लो लेटेंसी इसका मतलब है बहुत कम समय में हमें इन वर्चुअलाइजेशन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा क्योंकि आप औद्योगिक मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत अधिक गति से काम कर रही है और बड़ी मात्रा में डेटा को उत्पन्न कर रही हैं तो लो लेटेंसी बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब है बहुत कम समय में कार्य का होना लो लेटेंसी वर्चुअलाइजेशन इसका मतलब है इन सभी उच्च गति की आवश्यकताओं रीयलटाइम आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम समय में वर्चुलाइजेशन का होना निर्धारणात्मक नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ SDIIoT परिदृश्यों में नेटवर्क के तार्किक केंद्रीकृतपरिदृश्यों में भौतिक नेटवर्क की इंस्टॉलेशन और रूल पर आधारित प्रायोरिटी फॉरवर्डिंग को लागू करना आवश्यक है ताकि निर्धारक ट्रैफिक को नेटवर्क में आगे बढ़ाया जा सके ताकि घटनाओं को क्रम में संसाधित किया जा सके उच्च उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है फॉल्ट टोलरेंस बहुत महत्वपूर्ण है हम औद्योगिक मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कैरियर ग्रेड दूरसंचार उपकरणों प्रोटोकॉल से डील कर रही है इसलिए फॉल्ट टोलरेंस के साथ हाई अवेलेबिलिटी हो और यह सुनिश्चित करना कि कम से कम डाउन टाइम हो यदि इनमें से कोई है तो ये SDIIoT के बहुत महत्वपूर्ण विचार का मुद्दा है सुरक्षा मेरे पास समय है और फिर से सिक्योरिटी के मुद्दे मजबूत सिक्योरिटी मेकैनिज्म के बारे में बात की और इन सभी मुद्दों पर एसडीएन और एसडीएन के लिए IIoT का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन अप टू डेट एप्लीकेशन में डिवाइस का ओपन आर्किटेक्चर है विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटर की विशिष्ट आवश्यकताओं को चलाना और उन्हें लागत प्रभावी सुरक्षित तरीके से अप टू डेट करना एसडीआईआईओटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि हम उद्योगों में स्वचालन के मामले में वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो यह स्वचालन का एक ग्लोबल परिदृश्य है जैसा कि यह वर्तमान में है तो मूल रूप से आपके पास इन सेटिंग्स में स्वचालन के मामले में आपके पास अलग अलग लेवल होंगे तो आपके पास लेवल 0 है जिसमें लेवल 0 सेंसर हैं मूल रूप से अलग अलग सेंसर उपकरण लेवल 0 लेवल 1 डिजिटल कंट्रोलर और कंट्रोलर डिवाइस और लेवल 2 में सुपरवाइजरी कंट्रोल जैसे SCADA PLC HMI है और स्तर 3 इन सभी विभिन्न एप्लीकेशन संगणना एप्लीकेशन कंप्यूटेशन बिजनेस लॉजिक कार्यान्वयन विश्लेषण और यही सब यह स्वचालन का लेयर्ड आर्किटेक्चर है अब यदि आप SDIIoT को इस तरह की सेटिंग्स पर लागू करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि आपके पास यह है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड IIoT या सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑटोमेशन का परिदृश्य है इसलिए पिछले परिदृश्य के विपरीत इस वर्चुअलाइज्ड सिस्टम में लेवल1 2 3 होंगे इसलिए मूल रूप से ये लेवल 1 2 3 सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल कंट्रोलर सॉफ्टवेयर डिफाइंड पीएलसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइंड एचएमआई प्रोसेस कंट्रोल और और ऐसा ही कुछ से डील करेंगे और इसलिए ये सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वर्चुअलाइज्ड सिस्टम वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंसेस होंगे और लेवल 0 में आपके पास ये वर्चुअलाइज्ड सर्वर होगा जो डाटा सेंटर नेटवर्क के जरिए सेंसर और फिजिकल डिवाइसेस के साथ इंटरफेस बनाएगा इसलिए इसके साथ हम आईआईओटी में सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क्स के इस विशेष भाग के अंत में आते हैं तो हमने विभिन्न उदाहरणों के साथ IIoT में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का उपयोग विभिन्न आवश्यकताएं व चुनौतियों को देखा हमने एसडीएन के आर्किटेक्चर को भी देखा और किस तरह से यह स्वचालन की आवश्यकता के लिए लागू किया जाता है विभिन्न उन्नत निर्माण उद्योगों में जहां इसकी आवश्यकता है और हमने अंत में पूरे आर्किटेक्चर को देखा और यह भी देखा कि आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड को कैसे बदल सकते हैं आप पूरे ऑटोमेशन आर्किटेक्चर को कैसे बदल सकते हैं जो आम तौर पर इन उद्योगों या निर्माण संयंत्रों में आईआईओटी सेटिंग्स में सामने आता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑटोमेशन आर्किटेक्चर जहां आप इन सभी कंट्रोलर के वर्चुअल वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंसेस SCADA कंट्रोलर लॉजिकल व्यू को देखते हैं और सबसे नीचे इन विभिन्न सर्वरों के वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंसेस को तो आप वर्चुअलाइज्ड या सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑटोमेशन आर्किटेक्चर में लेयर की संख्या को कम कर देते हैं ये इन संदर्भों में से कुछ हैं जो आपको सामान्य रूप से अपनी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं ताकि इन अवधारणाओं को और गहराई से समझा जा सके यदि आप उन्हें विस्तार से जानने के इच्छुक हैं तो ये अलग अलग संदर्भ हैं और इसके साथ हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड IIoT पर व्याख्यान के इस भाग के अंत में आ गए हैं धन्यवाद